नमस्ते छात्रों तो पिछली कक्षा में हमने आयतन समाकलन से शुरू किया तथा तब हमने आपको गॉस डाइवार्जेंस प्रमेय के भिन्न भिन्न कथन दिए तथा तब हम एक या दो उदाहरण करेगे परन्तु यह सदिश कलन का महत्वपूर्ण विषय है हम गॉस डाइवार्जेंस प्रमेय के कुछ उदाहरण करेगे तो चलिए हमारे प्रथम उदाहरण से शुरू करेगे तो आज का पहला उदाहरण तो हमारा पहला उदाहरण ज्ञात करना है जहाँ S तलों z0 तथा x2y2a2 से परिबद्ध सर्फेस है तो मूलतः हमारे पास बेलन है तो यहाँ समाकलन के लिए दी गई सर्फेस यह है सर्फेस नश्चित ही यदि आप सर्फेस समाकलन ज्ञात करना चाहते है यह बहुत जटिल होगा हमें वास्तव में यह तीन पद ज्ञात करने होगे तथा जब भी हम समाकलन करेगे सीमा का मान ज्ञात करना होगा तो यहाँ हमें xyz के लिए सीमाओं की गणना करनी है z के लिए यह दी गई है तो यह तुलनात्मकरूप से कठिन है परन्तु यदि आप गॉस डाइवार्जेंस प्रमेय के कार्तिक रूप को देखेगे तो हम वापस चलते है तथा यहाँ हमारे पास F1F2F3 तथा हम इस चीज को a लिख सकते है तो अब यदि में सूत्र में देखूं जहाँ यदि मैं फलन को देखूं यहाँ तो यह हमारा F1 है यह F2 यह dzdx होना चाहिए तथा यह हमारा F3 है तो डाइवार्जेंस प्रमेय के कार्तीय रूप से हमारे पास सर्फेस समाकलन है जहाँ 𝐹1𝑥3 𝐹2𝑥2𝑦 𝐹3𝑥2𝑧 तो यदि मैं इन सभी चीजों को यहाँ प्रतिस्थापित कर देता हूँ तो यह हो जाएगा तो यह गॉस डाइवार्जेंस प्रमेय का कार्तीय रूप इस समाकलन को बहुत आसन समाकल्य में बदल देता है जो की है अब हमें सीमाओं का अनुमान लगाना है तो सीमाओं का अनुमान लगाने के क्रम में z की सीमा 0 से b होगी तो z की सीमा का अनुमान लगाना जटिल नहीं था अब y −√𝑎2−𝑥2 से √𝑎2−𝑥2 होगा तथा x -a से a तक बदलता है तो हम दोनों धनात्मक तथा ऋणात्मक मान ले रहे है तथा x -a से a तक बदल रहा है तो हम सब से पहले x के सापेक्ष समाकलन कर सकते है परन्तु यहाँ हम सरूपता देख सकते है तो पुरे वृत्त में क्षेत्र की गणना करने की बजाए हम किसी एक खंड में गणना कर सकते है तो यह हो जाता है क्योकि यहाँ एक भाग में जो भी क्षेत्र आता है उसके 4 गुना का 4 गुना पुरे बेलन का क्षेत्र हो जाएगा तो मूलतः हम एक चतुरंक्ष में आयतन का 4था भाग ले रहे है तो इस लिए हमें यहाँ 4 जोड़ना पड रहा है यहाँ अब हम समाकलन कर सकते है तो यह मूलतः है तथा या हम पहले x के सापेक्ष समाकलन कर सकते है माफ़ करे हम y के सापेक्ष समाकलन कर रहे है तथा तब यह 20b गुना होगा तो यह समाकल होगा अब हमें इस समाकलन का मान ज्ञात करना है तो इस समाकलन का मान ज्ञात करना कठिन नहीं है आपको केवल xsin𝜃 तथा तब सारी चीज किसी ध्रुवीय रूप में बदल जाएगी तथा तब आप समाकलन को ज्ञात करने में सक्षम होगे बस यह है की यह थोडा लम्बा होगा तो यह मैं छात्रों के लिए छोड़ता हूँ हल 54𝜋𝑎4𝑏 होगा तो यह हल होगा तो सीमाओं का अनुमान लगाने के अलावा बाकि सभी कुछ लगभग वैसा ही है जैसा हमने पहले किया है तो इस सीमा को प्राप्त करना कठिन नहीं है तो मुझे विश्वास है की आप ऐसा कर पाएगे तो इस प्रकार हम गॉस डाइवार्जेंस प्रमेय का प्रयोग करते है आप देख सकते है की पूरा समाकलन सरल आयतन समाकलन में बदल जाता है अब यहाँ आपको थोड़ी जटिल गणना करनी होगी तो यहाँ से यहाँ यह आसन है तथा फिर भी यह गॉस डाइवार्जेंस प्रमेय का अनुप्रयोग है हम अगले उदाहरण में अभ्यास करेगे तो चलिए मैं एक और उदाहरण लेता हूँ तो उदाहरण 2 ज्ञात कीजिए तो सर्फेस समाकलन को ज्ञात कीजिए जहाँ S घन की सर्फेस है तो यहाँ निश्चित ही यह भी गॉस डाइवार्जेंस प्रमेय के कार्तिक रूप में है तथा यदि हम पिछले उदाहरण से तुलना करे तब यह हमारा है तो मैं यही सब नहीं लिख रहा हूँ मैं गॉस डाइवार्जेंस प्रमेय से लिख रहा हूँ या केवल डाइवार्जेंस प्रमेय से कुछ बार मैं छोटे d का प्रयोग कर रहा हूँ तो भ्रमित न हो तो आप छोटे d या बड़े D को लिख सकते है यह आपके ऊपर है तो हमारा IS जो की मूलतः सर्फेस समाकलन आयतन समाकलन हो जाएगा तो अब यहाँ हमें xyz के मानों को प्रतिस्थापित करेगे तो y क्योकि यह आयतन समाकलन है तो प्रथम हम z के सापेक्ष समाकलन करेगे तथा मान होगा तो यह केवल 2 गुना सर्फेस समाकलन होगा अब हम y के सापेक्ष समाकलन करेगे तथा तब यह 12 होगा तो यह मूलतः आधा है तो आप प्रारम्भिक रूप से देख सकते है हमारे पास बहुत जटिल अभिव्यक्ति है तथा हमें सर्फेस समाकलन को ज्ञात करना होगा परन्तु यह सभी बीजीय अभिव्यक्ति है तथा इस लिए उनका संतत् आंशिक अवकल है तो केवल गॉस डाइवार्जेंस प्रमेय है हम यहाँ यह रूप निकाल लेते है तथा यहाँ से x y तथा z को प्रतिस्थापित किया तथा तब यह चाहा गया हल है जो की इस स्थिति में आधी है तो इसी प्रकार हम बहुत से उदाहरण कर सकते है तो मेरे पास लेखों में इसके उदाहरण है तो चलिए मैं एक और उदाहरण लेता हूँ तो यहाँ हमारे पास अन्य रुचिकर उदाहरण है तो उदाहरण 3 मुझे लगता है तो सर्फेस समाकलन ज्ञात कीजिए सपूर्ण सर्फेस पर पुरे क्षेत्र पर xy समतल के ऊपर कोन z2x2y2 तथा समतल z4 द्वारा परिबद्ध

तो यहाँ हमें सर्फेस समाकलन ज्ञात करना है जहाँ हमें सदिश फलन दिया गया है तथा सर्फेस दी गई है इस सर्फेस समाकलन के लिए जो की तल xy तथा कोन तथा तल z4 से परिबद्ध है वास्तव में तो इस सदिश फलन में पद यह सभी बीजीय फलन है तथा यह मूलतः xy तथा z वर्ग का गुणन है तो उनका संतत् आंशिक अवकल है तो हमने गॉस डाइवार्जेंस प्रमेय का प्रयोग किया है तो डाइवार्जेंस प्रमेय से हमारे पास है तो div 𝐹⃗ आयतन समाकलन डाइवार्जेंस है यदि यहाँ हम डाइवार्जेंस ले तो यह हो जाएगा आपको बस इसी फलन का डाइवार्जेंस लेगे तथा तब आप यहाँ सीमा निकालते है अब इस स्थिति में हमें x y तथा z की सीमा हमें प्राप्त करनी है तथा हमें याद रखना है की कोन समतल तथा xy तल के ऊपर द्वारा परिबद्ध होना एक तरीका है तो z की सीमा तब होगी तो 𝑥𝑧23𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 तथा अब हम इस पुरे समाकलन की गणना करने की बजाए हम उपरी अर्ध की गणना कर सकते है तो तब इस स्थिति में यह हो जाएगा अब यदि हम यह माने की यह फलन x का विषम फलन है तो इस लिए यह 0 हो जाएगा तथा इन फलनों का योग तथा तो चोथा की धन 3 सम फलन है तो मूलतः यहाँ मैंने एक 2 लिखा है तो xz2 हट जाएगा क्योकि यह विषम फलन है तो इसका यहाँ ध्यान रखा गया है तथा अब हम क्या करेगे हम x के सापेक्ष समाकलन करेगे तो यह हो जाएगा तो यह होगा या मैं इस 0 से z लिख सकता हूँ तथा तब यहाँ 2 वापस रख सकता हूँ तो यह है

तो sin−11𝜋2 तो मैं 𝜋2 को बाहर ले लूँगा तथा तब यहाँ है तो यह 4 चला जाएगा तथा इस लिए हमारे पास यह समाकलन है समाकलन के पश्चात् तो यदि अंततः हम समाकलन करते है तब यह होगा तो आप देखते है की प्रारम्भिक रूप से हमारे पास यह सर्फेस समाकलन है ज्ञात करने के लिए हम यह कर सकते है हम इस सर्फेस के लम्ब की गणना कर सकते है तथा तब हम प्रक्षेप ले सकते है तथा इसी प्रकार की और चीजे भी परन्तु यह हमें कुछ जटिल गणनाओं की और ले जायेगा तो ऐसा करने की बजाए हम गॉस डाइवार्जेंस प्रमेय की सहायता लेगे तथा गॉस डाइवार्जेंस प्रमेय की सहायता से हम देखते है की हमें केवल इन सीमाओं के मान ज्ञात करने है तथा तब यह आसन गणना करनी है इस फलन के सम विषम होने के गुणों का प्रयोग कर के यहाँ तो क्योकि यह एक विषम फलन है इस लिए यह पद विलुप्त हो जाएगा यहाँ तथा बचा हुआ फलन सम फलन है तो हम यहाँ एक 2 लगा देगे तब मैं x के सापेक्ष समाकलन करूँगा फिर y क्र तथा उसके बाद z के सापेक्ष करूँगा तो यह निश्चित ही आसन समाकलन है उस जटिल सर्फेस समाकलन की बजाए तो यह गॉस डाइवार्जेंस प्रमेय का एक और उदाहरण या अनुप्रयोग है आपके सत्यापित करने को भी कहा जा सकता है तो जब आपसे सत्यापित करने को कहा जाता है तो उदाहरण काफी लम्बा हो जाता है तथा आशा करते है की आपसे सत्यापित करने को नहीं कहा जाएगा परन्तु कभी आपसे कहा जा सकता है तथा उस स्थिति में आपको दोनों सर्फेस समाकलन तथा आयतन समाकलन करने होगे तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जहाँ आपको उदाहरण 4 को सत्यापित करना हो मुझे लगता है तो 𝐹⃗𝑥𝑦𝑧𝑥2−𝑦𝑧𝑖̂𝑦2−𝑧𝑥𝑗̂𝑧2−𝑥𝑦𝑘̂ के लिए डाइवार्जेंस प्रमेय को सत्यापित कीजिए पैरेललेपिपेड 0≤𝑥≤𝑎0≤𝑦≤𝑏0≤𝑧≤𝑐 के ऊपर तो हल तो सब से पहले हमारे पैरेललेपिपेड को बनाते है तो यह मूल बिंदु है यह x अक्ष है यह y अक्ष है यह z अक्ष है तथा यदि मैं मैं यह सब बनाऊ यह सभी तथा यह G है यह FAB है तो यह ABCDEF तथा G है तो हमारे पास 8 भाग है तो अब हमें सत्यापित करना है तो डाइवार्जेंस प्रमेय से हम सत्यापित करते है की

तो मुझे दाहिने हाथ की और की गणना करने दीजिए तो दाहिने हाथ की और RHS बराबर ∭𝑑𝑖𝑣𝐹⃗𝑑𝑉 तो हमारे पास मूलतः है तो मैं उन सीमाओं को लिख सकता हूँ तथा तब पहले हम x के सापेक्ष समाकलन करेगे फिर y के सापेक्ष तथा तब z के सापेक्ष तो यह सही में आसन कार्य है करने के लिए तथा इसीलिए यह आपको अंततः देगा तो यह चाहा गया आयतन समाकलन है अब हमें इस चीज को सत्यापित करना है की यह बायीं और का भाग भी आयतन समाकलन के बराबर है या नहीं अब यहाँ रुचिकर भाग है यह बहुत आसन सर्फेस समाकलन नहीं है ज्ञात करने के लिए यहाँ मूलतः हमारे पास 8 सर्फेस है तो पैरेललेपिपेड की प्रत्येक सर्फेस पर हमें सर्फेस समाकलन का मान ज्ञात करना होगा तथा प्रत्येक सर्फेस पर हमें इस इकाई लम्ब की गणना करनी होगी हम केवल इस इकाई लम्ब को प्रतिस्थापित करेगे तथा तब हम इस सर्फेस समाकलन की गणना करेगे तो चलिए मैं आपको सर्फेस के ऊपर उदाहरण देता हूँ तो मूलतः हमारा सर्फेस समाकलन 8 उप सर्फेस समकलनों का योग होगा तो इस भाग का सर्फेस समाकलन इस भाग की और तथा के निचे की और तो मूलतः यहाँ 8 सर्फेस समाकलन उप सर्फेस समाकलन होगे मैं यह कहूँ तथा जब आप उन्हें जोड़ेगे तब आपको यह सर्फेस समाकलन यहाँ प्राप्त होगा तो मूलतः क्या होता है की चलिए मुझे इस पद को बराबर रखने दीजिए यह हो जाएगी

तो चाहिए इस आगे के भाग को मैं S1 कहता हूँ तो S1 पर या DEFG पर हमारा 𝑛̂𝑖̂ तथा xa ठीक तो अगला हम दूसरी और समाकलन करेगे तो यदि DFG यह भाग हो तब हम अब सर्फेस OBC पर समाकलन करेगे तथा यदि हम उस दूसरी सर्फेस पर समाकलन कर रहे है तब i लेने के बजाए हम -i लेगे तथा इसी प्रक्रिया को दोहराएगे निश्चित ही हमें x0 लेना होगा क्योकि यही तल x0 यहाँ प्रतिस्थापित किया गया है तो चलिए इसे मैं S2 या AOCB कहता हूँ पर हमारा ∬𝐹⃗𝑛̂𝑑𝑆𝑆2∫∫𝑦𝑧𝑑𝑦𝑑𝑧𝑏𝑦0𝑐𝑧0𝑏2𝑐24 तो आप देख सकते है की आप जब इन समकलनों को जोड़ते है तो कुछ कट जाते है तो तो 12 तब 3 4 तथा तब 56 यहाँ 6 समाकलन होगे तो इमं सभी 6 सर्फेस के लिए हमें 6 समाकलन प्राप्त होते है तथा जब आप उन्हें जोड़ते है तो कुछ कट जाते है तथा जब हम इन सभी को लिखते है तथा तब यहाँ कुछ कट जाएगा तथा जब आप इन्हें जोड़ेगे तब यह abcabc हो जाएगा तो यह चाहा गया सर्फेस समाकलन है तथा इसलिए यह प्रमाणीकरण की प्रक्रिया प्रदर्शित करती है की गॉस डाइवार्जेंस प्रमेय प्रमाणित होती है तो हम आज के लिए यही समाप्त करते है तथा हमारे आगे के समकलनों के लिए जरी रखेगे तो सदिश कलन के पदों में तो आगे हम स्टॉक्स प्रमेय को देखेगे तो मुझे लगता है की हमने गॉस डाइवार्जेंस प्रमेय के पर्याप्त उदाहरण कर लिए है तो आगे हम गॉस स्टोक्स प्रमेय को देखेगे तो मैं आपको ध्यान देने के लिए धन्यवाद देता हूँ तथा मैं अगली कक्षा में आपसे मिलाने की आशा रखता हूँ